हम पिछली बार सातत्य समीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी पाठ्यपुस्तक से एक समस्या को हल करना है तो हमारे पास इस तरह एक नोजल है और यह एक तरल पदार्थ ले जा रहा है जिसमें घनत्व स्थिरांक है और समस्या के लिए कुछ अन्य इनपुट तथ्य दिए गए हैं नोजल के क्रॉस सेक्शन का क्षेत्र यह AAo u c 1at द्वारा इनलेट के क्रॉस सेक्शन के क्षेत्र के साथ बदलता रहता है हमें यह पता लगाने के लिए कहा जाता है कि x के फंक्शनके रूप में त्वरण क्या है एक महत्वपूर्ण धारणा स्थिरांक के बराबर घनत्व है अन्य धारणा जो समस्या में स्पष्ट रूप से नहीं बताई जा सकती है लेकिन हम आगे बढ़ने के लिए मानेंगे कि यह एक इनविसिड प्रवाह है इसलिए जब हम इसे एक इनविसिड प्रवाह मानते हैं इसका मतलब है हम अनुप्रस्थ दिशा के साथ वेग की भिन्नता के बारे में परेशान नहीं हो रहे हैं हम मान रहे हैं कि प्रत्येक खंड में वेग समान है तो केवल प्रवाह इनलेट के माध्यम से और x पर सतह के माध्यम से होता है तो सातत्य समीकरण से घनत्व के बराबर स्थिरांकAo uou A है अन्य किसी भी दिशा में कोई त्वरण नहीं है क्योंकि यह सिर्फ एक आयामी प्रवाह है तो यहां आप एक उदाहरण देख सकते हैं जहां आपके पास दोनों अस्थायी घटक के साथ साथ त्वरण के स्थानिक रूप से भिन्न घटक हैं तो इस त्वरण को देखते हुए यह भी पता लगाना संभव है कि एक तरल पदार्थ का कण नोजल के एक छोर से दूसरे छोर तक के लिए कितना समय लेगा या वास्तव में दिया जाएगा वेग के घटक या बस यहाँ एक घटक के वेग आप यह समझ सकते हैं कि एक द्रव कण के लिए आवश्यक समय क्या होना चाहिए जो कि एक छोर से दूसरे छोर तक केंद्र रेखा के साथ स्थानांतरित करने के लिए यहां इंजेक्ट किया जाता है इसलिए यह पथ रेखा को ट्रेस करने और यह पता लगाने की तरह है कि जब यह पथ चलता है और चैनल के अंत तक आता है तो यह एक सीधा विस्तार है इसलिए हम अपनी अगली अवधारणा पर आगे बढ़ेंगे और यह अवधारणा द्रव तत्वों के कोणीय विरूपण से संबंधित है इसलिए अब तक हमने द्रव तत्वों के रैखिक विरूपण के बारे में चर्चा की है और द्रव तत्वों के रैखिक विरूपण से हमें पता चला कि हमें एक परिणाम के रूप में मिला एक बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण जिसे सातत्य समीकरण के रूप में जाना जाता है कोणीय विरूपण के लिए हम पहले स्केच बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक द्रव तत्व जब विरूपित कोणीय रूप से दिखेगा और फिर वेग घटकों के संदर्भ में इसे परिमाणित करने का प्रयास करेंगे हम कहते हैं कि हम इस तरह एक आयताकार द्रव तत्व के साथ शुरू करते हैं जब हम कोणीय विरूपण के बारे में सोचते हैं तो विरूपण एक कोण के परिवर्तन के संदर्भ में होता है और प्लेन में कोण परिवर्तन हो सकता है इसलिए हालांकि सामान्य द्रव तत्व एक 3 आयामी तत्व है लेकिन आप हमेशा 2 आयामी तत्व ले सकते हैं और प्लेन में विरूपण पर विचार कर सकते हैं क्योंकि कोई भी जटिल विरूपण क्यों नहीं है इसे विभिन्न प्लेन में हल किया जा सकता है तो हम कहते हैं कि यह एक ऐसा प्लेन है जिसमें विरूपण हो रहा है यह एक x y प्लेन है इसलिए उदाहरण के लिए यदि z अक्ष के संबंध में एक घुमाव है तो इस प्लेन में होता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हम अपना ध्यान एक प्लेन पर केंद्रित कर रहे हैं तो हम वास्तव में 2 डी तक ही सीमित हैं हम वास्तव में विरूपण के एक घटक तक ही सीमित हैं और अन्य घटक बहुत समान होंगे आपको बता दें कि इस द्रव तत्व का नाम ABCD है और इसके आयाम Δ x और Δ y के साथ में x और y है अब हम अपनी कल्पना को आगे बढ़ाएँ और मान लें कि यह द्रव तत्व समय के साथ विरूपित हो गया है जब यह विरूपित हो गया है यह संभव है कि यह दो तरीकों से विरूपित हो गया है एक इसकी वॉल्यूम परिवर्तित हो सकती है जो रैखिक विरूपण के विस्तार की तरह है लेकिन यह आकार भी विरूपित हो सकता है जो अपरूपण के तहत अधिक सामान्य है तो अगर यह आकार विरूपित है तो हम कहें कि शायद यह इस आकार में आ गया है यह एक बहुत ही नियमित आकार नहीं हो सकता है यह सिर्फ योजनाबद्ध है तो अब अगर आप देखते हैं कि इस विरूपण को चिह्नित करने वाले महत्वपूर्ण मापदण्ड क्या हैं यदि आप x और y के साथ किसी दूसरे नए स्थान के माध्यम से दो रेखाएँ खींचते हैं तो पहला महत्वपूर्ण मापदण्ड जो बहुत अधिक स्पष्ट होगा वह इस कोण का Δα है यहाँ हम समय के एक छोटे अंतराल पर विचार कर रहे हैं Δt जिसके भीतर यह विरूपण हुई है क्योंकि यदि हम बड़े समय की अनुमति देते हैं हम निरंतर विरूपण के तहत विरूपण द्रव का ट्रैक रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे तो हम एक छोटा सा समय अंतराल लेते हैं उस छोटे समय के अंतराल में तत्व A B जो मूल रूप से x के साथ उन्मुख था अब x के साथ कोण Δα पर उन्मुख है इसी तरह हम कहें कि यह कोण Δβ है हमारा उद्देश्य इन घटकों के परिवर्तन के समय की दर को निर्धारित करना होगा जो कि वेग के घटकों के संदर्भ में α या β कहते हैं यहाँ u और v है क्योंकि यह x y प्लेन में है ऐसा करने के लिए हम कुछ सरल ज्यामितीय निर्माण कर सकते हैं यह वास्तव में एक निर्माण नहीं है लेकिन यह पता लगाने के लिए कि क्या हो रहा है इसलिए यदि आप इस तरह के A' B' E' जैसे समकोण त्रिभुज के बारे में सोचते हैं यह समकोण त्रिभुज महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समकोण त्रिभुज में यदि आप जानते हैं कि B E है तो आप संभवतः उस और A E के संदर्भ में Δα or tanΔα व्यक्त कर सकते हैं तो हम यह पता लगाने की कोशिश करें कि B' E' क्या है यह अगला उद्देश्य है ऐसा करने के लिए हम पहले समझते हैं या हम पहले यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बिंदु A का ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या है हमारा विचार विस्थापन का ऊर्ध्वाधर घटक है इसलिए पहले हम यह पता लगाते हैं कि A पर विस्थापन का लंबवत घटक क्या है हम यह भी पता लगाते हैं कि B पर विस्थापन का ऊर्ध्वाधर घटक क्या है इन दोनों के बीच का शुद्ध अंतर यह लंबाई B' E' है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो यह विस्थापन क्या है बता दें कि बिंदु A पर वेग दो घटकों द्वारा दिया गया है u और v u v वेग वेक्टर के घटक हैं तो A पर यदि आप Δt के समय की अनुमति देते हैं तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन v Δ t है अगला हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बिंदु B के लिए संगत ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या है तो जब आप limit को Δt → 0 के रूप में ले रहे हैं तो यह उच्च क्रम की शर्तों को 0 करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है प्रभावी रूप से डिनोमिनेटर में केवल ΔX के साथ रह गए हैं अंश में आपको केवल इस शब्द के साथ छोड़ दिया जाता है अन्य शब्द गायब हैं इस प्रमुख शब्द की तुलना में छोटा है यह y के संबंध में u का आंशिक व्युत्पन्न होगा तो इस तरफ आपके पास जो भी ज्यामितीय विचार था अगर आपके पास वह दूसरी तरफ है तो यह आपको उसी चीज तक ले जाएगा इसलिए हमें इन कोणों के परिवर्तन की दर का एक परिमाण मिल गया है और ये विरूपण की दरों की तरह हैं अब विरूपण की यह दर हमें कुछ मापदंडों के संदर्भ में निर्धारित करनी होगी इसलिए जब हम विरूपण की दर निर्धारित करते हैं तो हमें कुछ खास बातों को ध्यान में रखना होगा कि हमें एक परिभाषा देनी होगी कि विरूपण की दर क्या है ये अब केवल कोणों में परिवर्तन हैं कि हम इसे और अधिक औपचारिक परिभाषा में कैसे बदलते हैं इसलिए अधिक औपचारिक परिभाषा के लिए हम कह सकते हैं कि हम निम्नलिखित तरीके से तनाव की दर या विरूपण की दर को परिभाषित कर रहे हैं तनाव या कोणीय विरूपण की दर है कोण में विरूपण का एक बहुत महत्वपूर्ण परिमाण है क्या है कि यदि आप दो लाइन तत्वों को AB और AD कहते हैं तो वे मूल रूप से एक दूसरे के साथ 90° के कोण पर थे अब ये रेखा तत्व एक दूसरे के साथ कोण 90° पर नहीं हैं वे अब एक कोण 90° Δα Δβ पर हैं तो यह अंतर 90° और यह एक कोणीय विरूपण का संकेत देता है क्योंकि यदि कोणीय विरूपण नहीं होता तो यह कोण 90° तक बना रहता हम यह पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि द्रव में दो लाइन तत्वों के बीच के कोण में क्या बदलाव है जो मूल रूप से एक दूसरे के लंबवत थे तो ये दो लाइन तत्वों के प्रतिनिधि हैं जो मूल रूप से एक दूसरे के लंबवत थे लेकिन विरूपण के साथ वे एक दूसरे के लिए अधिक लंबवत नहीं हैं तो हम यह जानने के लिए इच्छुक हैं कि द्रव में दो रेखा तत्वों के बीच कोण के परिवर्तन की दर क्या है जो मूल रूप से एक दूसरे के लंबवत थे इसलिए अगर हम इसकी मात्रा निर्धारित करना चाहते हैं तो अब हम जानते हैं कि हम इसे Δα और Δβ के संदर्भ में और ά β के संदर्भ में दर निर्धारित कर सकते हैं तो सूचकांक समन्वय दिशाएँ हैं जिनके साथ आपके मूल लाइन तत्व उन्मुख कर रहे हैं और अब विरूपण के कारण उन तत्वों को उन दिशाओं के साथ उन्मुख नहीं किया जाता है इसलिए यदि आप इसे एक मैट्रिक्स के रूप में लिखते हैं जहां आप देख सकते हैं कि दो सूचकांक हैं प्रत्येक सूचकांक 1 2 3 से भिन्न होता है इसका मतलब है आप इन घटकों का उपयोग करके 33 मैट्रिक्स लिख सकते हैं फिर से सममिति के कारण आपके पास छह स्वतंत्र घटक होंगे तो यह a में लिखा गया है यह एक मैट्रिक्स रूप में लिखा जा सकता है यह केवल इस बात का घटक नहीं है कि इससे प्राप्त होने वाली दूसरी चीज क्या है यह देखें कि यह एक दूसरा ऑर्डर टेंसर भी है क्योंकि यह दिखाया जा सकता है कि यह एक वेक्टर पर एक वेक्टर को मैप करता है और इतना ही नहीं इसके लिए दो सूचकांकों की आवश्यकता होती है यह कार्टेशियन संकेतन में एक विनिर्देश है इसलिए हमने कोणीय विरूपण की दर देखी है लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने पहले उदाहरण देखे हैं कि ऐसे मामले हैं जब द्रव तत्व इस तरह से कोणीय विरूपण नहीं कर रहा है लेकिन यह एक रिजिड बॉडी की तरह घूम सकता है इसलिए यदि द्रव तत्व बिना किसी कोणीय विरूपण के रिजिड बॉडी की तरह घूम रहा है तो कुछ कोण में भी बदलाव होगा जो कोणीय विरूपण नहीं होगा लेकिन रिजिड बॉडी के घूर्णन के कारण कोण में परिवर्तन होगा तो यह भी कोणीय विरूपण का एक पहलू है और विरूपण के स्थान पर हम इसे केवल घूर्णन कह सकते हैं क्योंकि यह वास्तव में विरूपण नहीं है रिजिड बॉडी प्रकार की गति के कारण यह कुछ कोण में परिवर्तन है इसलिए अब हम देखेंगे कि वह कौन सा तरीका है जिसमें हम मापदण्ड बना सकते हैं या हम एक द्रव तत्व के कोणीय वेग का वर्णन कर सकते हैं और वह कोणीय वेग की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि जब भी कोई रिजिड बॉडी गति हो तो कोणीय वेग ही होगा लेकिन विरूपण की दर 0 होगी तो उस सामान्यता को ध्यान में रखते हुए हमें कोणीय वेग को परिभाषित करना होगा ये सभी परिभाषाएं हैं हम जानते हैं कि जो हम गुणात्मक रूप से दर्शना चाहते हैं और हम अब उन भौतिक विशेषताओं को निर्धारित करने के लिए कुछ गणितीय परिभाषाओं में डालने की कोशिश कर रहे हैं यही वह अभ्यास है जो हम इस समय कर रहे हैं इसलिए अगला उद्देश्य द्रव तत्व का कोणीय वेग ज्ञात करना है